छात्रों का स्वागत करते हैं इसलिए हम इन्वेंट्री प्रबंधन की प्रक्रिया में हैं हम इन्वेंट्री प्रबंधन पर चर्चा कर रहे हैं और अब हम इन्वेंट्री के मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे चूंकि हम कार्यशील पूंजी प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए उस संबंध में हम बात कर रहे हैं या हम इन्वेंट्री प्रबंधन पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इन्वेंट्री महत्वपूर्ण और पहली और सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान संपत्ति में से एक है इसलिए यहां मैं आपके साथ किसी भी मामले में चर्चा नहीं करने जा रहा हूं जो कि इन्वेंट्री के वैल्यूएशन मेथड्स हैं जो कुछ समय में अन्य विषयों में कुछ अन्य क्षेत्रों में आप सीख सकते हैं या आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री को कैसे महत्व देना है और क्या हैं इन्वेंट्री को महत्व देने के विभिन्न तरीके लेकिन गुजरते संदर्भ में हमें यह जानने का प्रयास करना होगा कि विभिन्न वैल्यूएशन के तरीके इन्वेंट्री के प्रबंधन को प्रभावित करते हैं जहां तक शॉर्ट टर्म फंड्स या वर्किंग कैपिटल के प्रबंधन का संबंध है उन्हें फर्क पड़ता है वे प्रभाव डालते हैं क्योंकि ये मूल्यांकन के तरीके हैं जो कभी कभी अत्यधिक इन्वेंट्री की समस्या पैदा करते हैं या कुछ समय इन्वेंट्री की कमी कहते हैं कुछ समय गलत मूल्यांकन विधियों के कारण फर्मों के लिए इन्वेंट्री में किए गए निवेश की वसूली करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो आइए हम इन अलग अलग तरीकों के बारे में बात करते हैं या इन तरीकों पर चर्चा करते हैं लेकिन विस्तार से नहीं सिर्फ पासिंग रेफरेंस में हमारे पास इन्वेंट्री 5 6 विधि या 6 का मूल्यांकन करने के विभिन्न तरीके हैं इन्वेंट्री के मूल्यांकन के 7 तरीके हैं पहला तरीका उदाहरण के लिए कहा जाता है FIFO मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड दूसरी विधि है लास्ट इन फर्स्ट आउट विधि तो इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब है चीजें या सामग्री हो सकता है कि कच्चा माल या तैयार माल जो पहले खरीदे जाते हैं उन्हें पहले सही निकलना चाहिए जो पहले खरीदे जाते हैं उन्हें पहले बाहर जाना चाहिए और फिर इसी तरह से हम लास्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में बात करें कुछ समय में जो सामान हाल ही में अधिगृहीत किया गया है या जो वस्तु सूची हाल ही में अधिगृहीत की गई है उसे पहले बाजार में बाहर जाना चाहिए जिसे पहले बाजार में बेचा जाना चाहिए फिर हम शेष इन्वेंट्री के बारे में बात कर सकते हैं जो गोदाम में या गोदाम में हमारे साथ है तो FIFO एक विधि है LIFO एक अन्य विधि है फिर हमारे पास औसत लागत विधि है मैं आपसे चर्चा करूंगा कि इन स्थितियों का उपयोग कब और किन स्थितियों में किया जाना चाहिए और वे कैसे कार्यशील पूंजी प्रबंधन को प्रभावित कर रहे हैं तो लेकिन तीसरी विधि औसत लागत विधि है औसत लागत पद्धति में हम सरल औसत भारित औसत चलती औसत विभिन्न प्रकार की सामग्री या प्राप्त सामग्री के औसत के विभिन्न प्रकार समय में अलग अलग बिंदु हैं उनकी गणना की जाती है और फिर हम औसत मूल्य विधि की गणना करते हैं कभी कभी हम उच्च मूल्य पर सामग्री खरीदते हैं फिर हम कम कीमत पर कुछ समय की सामग्री खरीदते हैं इसलिए LIFO या FIFO का अनुसरण करने के बजाय वे दोनों कीमतों के औसत के साथ साथ कम की गणना करते हैं और फिर हम इसे 2 से विभाजित करते हैं और फिर हम साधारण औसत की गणना करते हैं कभी कभी हम चलती औसत भारित औसत की गणना करते हैं इसलिए विभिन्न प्रकार के औसत की गणना की जाती है और उस भारित औसत लागत विधि या औसत लागत विधि का पालन करके आविष्कारों को महत्व दिया जाता है फिर हमारे पास कुछ विशिष्ट पहचान विधि है कुछ विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे बहुत महंगी सामग्री जो कम मात्रा में उपयोग की जाती है लेकिन वे बहुत महंगी होती हैं या कुछ विशेष पहचान चिह्न सूची में होते हैं तो हम उन तरीकों का भी पालन कर सकते हैं आधार स्टॉक विधि है समायोजित विक्रय मूल्य विधि भी है विस्तारित लागत पद्धति भी है विभिन्न विधियाँ हैं मैं इन तरीकों पर विस्तार से चर्चा नहीं करने जा रहा हूं लेकिन ये विधियां इन्वेंट्री स्तर को कैसे प्रभावित करती हैं और इन्वेंट्री में अवरुद्ध फंड कैसे वे लंबी अवधि के लिए अवरुद्ध होते हैं यदि हम इन कहे गए इन्वेंट्री या विभिन्न प्रकार के इन्वेंट्री को ठीक से प्रबंधित करने में सक्षम नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि इन्वेंट्री के खराब प्रबंधन के कारण प्रबंधन का खराब वैल्यूएशन के तरीकों की वजह से इन्वेंट्री के अनुपयुक्त वैल्यूएशन के तरीकों के कारण कुछ समय इन्वेंट्री में निवेश किए गए फंड की रिकवरी मुश्किल हो जाती है या कम से कम इसमें देरी होती है तो अब उदाहरण के लिए हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के बारे में बात करते हैं उदाहरण के लिए कहें कि हम कहते हैं कि हम बाजार में बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया में हैं हम इस प्रक्रिया में हैं कि वर्तमान में हम महसूस कर रहे हैं कि बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं या बाजार में कीमतें गिरने वाली हैं हम देखते हैं कि बाजार में कीमतें गिरने की उम्मीद है हम देख सकते हैं कि शायद लोगों की क्रय शक्ति की कमी के कारण या शायद बहुत मजबूत आपूर्ति पक्ष के कारण कीमतें नीचे गिर सकती हैं तो उस स्थिति में बाजार में अपेक्षित गिरती कीमतों की स्थिति में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विधि होना चाहिए विधि का पालन किया जाना चाहिए क्योंकि उदाहरण के लिए हमने अतीत में उच्च कीमतों पर कुछ इन्वेंट्री का अधिग्रहण किया है और वर्तमान में कीमतें स्वीकार्य स्तर पर हैं लेकिन भविष्य में कीमतों में गिरावट की उम्मीद है तो उस स्थिति में क्या होगा फर्म द्वारा उच्च मूल्यों पर जो सामग्री खरीदी गई है हम उसे उसी कीमत पर नहीं बेच पाएंगे यदि मूल्य नीचे गिर जाएगा इसलिए यह हमेशा बेहतर होता है और FIFO विधि का पालन करने की सलाह दी जाती है First In First Out विधि ताकि जब हमने उच्च मूल्य पर सामग्री खरीदी हो और कीमतें नीचे जाने की उम्मीद हो तो इसे बाहर निकालना बेहतर होगा जल्द से जल्द ताकि फर्म का निवेश पुनः प्राप्त हो और फर्म की लाभप्रदता नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो लास्ट इन फ़र्स्ट आउट इस मामले में भी जब हम लास्ट इन फ़र्स्ट आउट के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है अगर कीमतें अभी बढ़ रही हैं तो हम इस डर की स्थिति में हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं या कहें कि तैयार माल की कीमतें बाजार में बढ़ रही हैं इसी प्रकार बाजार में उक्त कच्चे माल की कीमतें भी बहुत अधिक हैं इसलिए हमने आज कच्चा माल खरीदा है इसलिए बेहतर होगा कि आप कच्चा माल खरीदें तुरंत प्रक्रिया करें और उसे तैयार उत्पाद में परिवर्तित करें और बाजार में तुरंत बेच दें वह लास्ट इन फर्स्ट आउट है नवीनतम खरीद को पहले बाजार में जाना चाहिए क्योंकि यह एक बढ़ती प्रवृत्ति है यह बाजार में एक मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति है अगर यह मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति उलट जाती है तो क्या होगा हमने आज उच्च मूल्य पर सामग्री खरीदी और अगर कीमतें उस स्थिति में गिरती हैं तो हम इन्वेंट्री में किए गए निवेश को पुनर्प्राप्त नहीं कर पाएंगे इसलिए बाजार के रुझान या बाजार की स्थिति या मूल्य निर्धारण के रुझान या मूल्य निर्धारण की स्थिति के आधार पर विभिन्न तरीकों का पालन किया जाता है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कारक क्या हैं जो विधि की पसंद को प्रभावित करते हैं आकार और संगठन का प्रकार देखें कि जब संगठन बहुत बड़ा है तो वे बड़ी मात्रा में मात्रा या उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो उस स्थिति में उत्पाद के मूल्य निर्धारण में मामूली बदलाव या सामग्री की कीमतों में परिवर्तन जो प्रभाव डालेगा कीमतों में बदलाव या उस स्थिति में तैयार उत्पाद की कीमतों में मामूली बदलाव से फर्म गंभीर नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी लेकिन अगर यह उदाहरण के लिए कहा जाए कि यदि फर्म कई उत्पादों का निर्माण कर रही है तो सही फर्म 10 विभिन्न उत्पादों और एक उत्पाद की सामग्री की कीमतों का निर्माण कर रही है जो कि बहुत बड़ी आपूर्ति में नहीं है या जिसकी बहुत बड़ी मांग नहीं है बाजार यह 10 में से एक है या शायद एक या कहें कि आप इसे फर्म के उत्पाद पोर्टफोलियो के समग्र पोर्टफोलियो में सबसे छोटा बाजार हिस्सेदारी या सबसे छोटा प्रदर्शन कह सकते हैं उस स्थिति में आप कोई भी तरीका चुन सकते हैं क्योंकि यह बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालेगा लेकिन अगर संगठन का आकार बड़ा है और यदि वे केवल एक या दो उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं तो उस स्थिति में एक मामूली परिवर्तन कच्चे माल की कीमतों में एक नकारात्मक परिवर्तन यदि हमने उच्च मूल्य पर सामग्री खरीदी है और यदि तैयार उत्पाद की कीमतें कम हो जाती हैं तो फर्म बुरी तरह प्रभावित होगी इसलिए हमें उस स्थिति से बचने की कोशिश करनी चाहिए इसी तरह आप अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बात करते हैं मैंने अभी आपके साथ चर्चा की है मुद्रास्फीति की स्थिति के मामले में हमें एलआईएफओ पद्धति का पालन करना चाहिए अंतिम इन प्रथम आउट क्योंकि यह मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति है हम आज कच्चे माल को बहुत अधिक कीमत पर खरीद रहे हैं इसलिए इसे तुरंत बाजार में बेचा जाना चाहिए ताकि जो भी निवेश आपने इन्वेंट्री में किया है उसे उच्च मूल्य पर खरीदकर जो कि तुरंत वसूला जाए अन्यथा यदि प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है और यदि अर्थव्यवस्था बढ़ती प्रवृत्ति से या तो संतृप्ति की ओर बढ़ती है या यदि यह नीचे गिरती है तो चक्र आर्थिक चक्र की गिरती अवस्था में जाती है और उस स्थिति में फर्म के लिए निवेश किए गए धन की वसूली करना बहुत मुश्किल होगा इन्वेंट्री जो बाजार से उस कीमत पर खरीदी जाती है जब एक मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति थी और कीमतें बढ़ रही थीं इसलिए अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति भी विधि की पसंद को प्रभावित कर रही है उद्योग अभ्यास शायद ही कभी कहा जाता है कि मानक उद्योग प्रथाएं हैं कि कुछ फर्म एलआईएफओ पद्धति का पालन करती हैं कुछ कंपनियां एफआईएफओ पद्धति का पालन करती हैं उदाहरण के लिए यदि कोई ऐसी फर्म है जो कृषि उत्पादों पर आधारित तैयार उत्पाद का कहना है कि निर्माण कर रही है तैयार उत्पाद की कच्ची सामग्री का मतलब है कि तैयार उत्पाद एक कच्चे माल से है जो कृषि क्षेत्र से आता है और यह उत्पादन मौसमी है कच्चे माल का अधिग्रहण मौसमी है तो आम तौर पर इस तरह की फर्मों में इस तरह की कंपनियों में इस तरह के संगठनों में वे एफआईएफओ पद्धति का पालन करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्योंकि यदि वे उस उत्पाद को नहीं बेचते हैं जिसे पहले या लंबे समय से अधिग्रहित किया गया है तो उस उत्पाद की गुणवत्ता शायद खत्म होने या परिवर्तित होने के बाद भी तैयार उत्पादों में परिवर्तित हो जाती है इसलिए क्योंकि कच्चे माल की प्रकृति ऐसी है कि इसकी अप्रत्यक्षता बहुत तेज़ है इसलिए बहुत जल्दी बेहतर है कि यह ऐसी सामग्री है जिसे पहले अधिग्रहित किया गया है जो पहले बाजार में बाहर जाना चाहिए ताकि एक कारण हो सके इसी तरह कर नियम और निहितार्थ उदाहरण के लिए बजट में घोषणाएँ देखें जब बजट जब सरकार का बजट आना होता है तो आम तौर पर यह पिछले साल के पहले फरवरी से आता है अब सरकार ने 1 फरवरी को बजट की घोषणा करना शुरू कर दिया है तो हर कंपनी हर कंपनी हर फर्म को टैक्स और नियमों में कीमतों में कुछ बदलावों के साथ साथ टैक्स की शर्तों में समग्र स्थितियों में बदलाव की उम्मीद है जो उद्योग या किसी विशेष उद्योग या विशेष क्षेत्र में काम करने वाली फर्मों को प्रभावित कर रहे हैं इसलिए उन्हें लगता है कि यदि कर उद्योग में कर स्तर या कर की दरें बढ़ जाती हैं तो वे अपने उत्पादन के साथ अधिकतम बेचना चाहते हैं जो कि अतीत में उत्पादित कहा जाता है ताकि उनकी लाभप्रदता पर एक स्तर से अधिक कर न लगे लेकिन अगर वे महसूस कर रहे हैं कि कर का उनके प्रदर्शन या उनके उत्पाद पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है तो वे किसी भी प्रकार की सूची का पालन कर सकते हैं और इसी तरह आप कर प्रभाव और फर्म के मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं निश्चित रूप से क्योंकि अगर फर्म किसी विशेष उद्योग के लिए या उस मामले में विशेष उत्पाद के लिए कर दरों में वृद्धि की उम्मीद कर रहा है तो क्या होगा यदि कर की दरों में ऊपर की ओर बदलाव होता है तो कंपनी अधिकतम उस वस्तु को बेचना चाहेगी जो कम लागत पर निर्मित की गई है और उच्च मूल्य पर बेची जा सकती है ताकि कर दरों में परिवर्तन होने से पहले या वे ऊपर की ओर संशोधित हों लाभ पॉकेट में डाला जाता है और कर की कम राशि का भुगतान किया जाता है तो उसी हिसाब से वैल्यूएशन और कंसिस्टेंसी होगी कुछ समय फर्में लगातार बनी रहती हैं एक बार वे LIFO का अनुसरण कर रहे हैं LIFO का अनुसरण करें यदि वे एफआईएफओ हैं तो वे एफआईएफओ का अनुसरण कर रहे हैं वे एफआईएफओ या कुछ समय औसत लागत विधि के अनुरूप हैं तो किसी भी तरीके को फर्मों द्वारा अलग अलग फर्मों द्वारा चुना जा सकता है कभी कभी अर्थव्यवस्था या किसी देश की आर्थिक संरचनाओं में बदलाव के आधार पर मूल्यांकन के तरीकों में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं लेकिन यह एक नियमित घटना नहीं है एक बार में उस तरह की चीजें की जा सकती हैं इसलिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे कि हम जिस प्रकार के बाजार में हैं उस प्रकार के बाजार में हैं जिस प्रकार के ग्राहक सेवा कर रहे हैं ये सभी कारक इन्वेंट्री वैल्यूएशन को प्रभावित करते हैं और अंत में उस उत्पाद के निर्माण और बाजार में बिकने से होने वाली लाभप्रदता इसलिए तदनुसार वैल्यूएशन के तरीकों का चयन किया जाता है फर्मों द्वारा अपनाया जाता है और अंततः उद्देश्य यह है कि इन्वेंट्री को ठीक से प्रबंधित किया जाना चाहिए इन्वेंट्री में फंड निवेश को सबसे तेजी से संभव सीमा और लाभ वित्तीय लागत के रूप में कहा जाना चाहिए और इन्वेंट्री में निवेश ठीक से प्रबंधित किया जाता है और जितनी जल्दी हो सके पुनर्प्राप्त किया जाता है अब आप देखते हैं कि हमारे पास यहां एक टेबल है और हमारे पास इन्वेंट्री के मूल्यांकन के विभिन्न तरीके हैं देखें कि हमारे पास LIFO है हमारे पास पहला तरीका है FIFO LIFO सरल औसत भारित औसत और चलती औसत 5 विधियां हैं हमने यहां देखा है इसलिए जब आप शेयर की वैल्यूएशन या कीमत के बारे में बात करते हैं या कहें कि स्टॉक जो इस बैलेंस शीट में दिखाया गया है या आप इसे इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कह सकते हैं बैलेंस शीट नहीं इस लाभ और हानि खाते में यदि आप सामग्री का मूल्यांकन देखते हैं या इन्वेंट्री आप देखते हैं कि हमारे पास सामग्री का संतुलन है फिर इन्वेंट्री में जोड़ें हमने इन्वेंट्री में जोड़ा है और बिक्री के लिए उपलब्ध स्टॉक दिया गया है यह 12990 है कम बंद स्टॉक बिक्री के लिए इस कुल स्टॉक में से हम किसी चीज़ को गोदाम में बंद स्टॉक के रूप में रखने के लिए घटा रहे हैं और आप देखते हैं कि मूल्यांकन की विधि के आधार पर हमने आखिरकार उस सामग्री की लागत को चुना है जो हम यहां दिखा रहे हैं या आप हम इसे उस सामग्री के मूल्य के रूप में कह सकते हैं जिसे हम अपने लाभ और हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखा रहे हैं आप देखते हैं कि मूल्य अलग है फिर इन्वेंट्री में जोड़ें हमने इन्वेंट्री में जोड़ा है और बिक्री के लिए उपलब्ध स्टॉक दिया गया है बिक्री के लिए इस कुल स्टॉक में से हम किसी चीज़ को गोदाम में बंद स्टॉक के रूप में रखने के लिए घटा रहे हैं और आप देखते हैं कि मूल्यांकन की विधि के आधार पर हमने आखिरकार उस सामग्री की लागत को चुना है जो हम यहां दिखा रहे हैं या आप हम इसे उस सामग्री के मूल्य के रूप में कह सकते हैं जिसे हम अपने लाभ और हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखा रहे हैं आप देखते हैं कि मूल्य अलग है इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम किस तरह के उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं हम किस तरह के ग्राहक की सेवा कर रहे हैं बाजार में अपेक्षित आर्थिक रुझान क्या कह रहे हैं और इन्वेंट्री में किए गए निवेश को जल्द से जल्द ठीक करने का हमारा उद्देश्य जितना संभव हो उतना कुशलता से प्राप्त किया जाता है इसलिए अलग अलग वैल्यूएशन मेथड्स महत्वपूर्ण हैं और हमें सावधान रहना चाहिए कि फाइनेंस का एक सच्चा मैनेजर फाइनेंस का सच्चा मैनेजर या फाइनेंस का एक्सपर्ट या कंपनी का सीएफओ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खरीद डिपार्टमेंट को सलाह देता रहे कि वे मैटेरियल खरीदें जो स्टॉक इष्टतम हैं न तो बहुत कम और न ही बहुत अधिक और मूल्यांकन उचित रूप से किया जाना चाहिए ताकि अंत में इन्वेंट्री में निवेश किए गए धन की वसूली कोई समस्या न हो अब हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे कि यह एक बहुत ही दिलचस्प क्षेत्र है जो कि इन्वेंट्री स्ट्रैटेजी है क्योंकि यह एक बड़ा निवेश है या आप इसे सबसे अधिक निवेश के रूप में कह सकते हैं सबसे अचूक निवेश आप कह सकते हैं हमने देखा है कि जब हम इन्वेंट्री में कोई निवेश करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि निवेश कुछ समय के लिए अनलिखा हो जाता है क्योंकि आप इसे नकदी में तब और जब आप चाहते थे तब परिवर्तित नहीं कर सकते यह बाहरी कारकों और विशेष रूप से बाजार में मांग पर निर्भर करता है यदि बाजार में कोई मांग नहीं है तो आप कृत्रिम मांग नहीं बना सकते यदि आप कृत्रिम मांग अधिकतम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं आप इन्वेंट्री को क्रेडिट बिक्री या खातों की प्राप्ति में बदल सकते हैं तो इसका मतलब है एक मौजूदा संपत्ति दूसरी मौजूदा संपत्ति में लेकिन कम से कम नकदी में नहीं इसका उद्देश्य वस्तु सूची को नकद में क्रेडिट बिक्री या खातों की प्राप्ति में परिवर्तित करना है इसलिए यदि इन्वेंट्री है तो इसे नकदी में परिवर्तित किया जाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके नकदी में परिवर्तित होना चाहिए तो उस उद्देश्य के लिए हमारे पास कुछ उपयुक्त रणनीतियाँ होनी चाहिए अब हम फर्म द्वारा रणनीति बनाने के लिए रणनीतियों और आवश्यकताओं को देखते हैं जैसे देखें कि प्रत्येक फर्म को एक एकीकृत दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए उन्हें इन्वेंट्री को उस जगह से देखना चाहिए जहां से इन्वेंट्री को कच्चे माल के रूप में हासिल किया जा रहा है फिर यह प्रक्रियाओं में जा रहा है इसका मतलब है कि यह कच्चा माल बन जाता है फिर यह प्रक्रिया में डब्ल्यूआईपी काम हो जाता है और अंत में यह तैयार उत्पाद बन जाता है और यह बाजार में चला जाता है इसलिए इन्वेंट्री के लिए आपकी अधिग्रहण रणनीति क्या होनी चाहिए यह 0 इन्वेंट्री नहीं हो सकता है संभव नहीं है तो इसका मतलब है कि अगर 0 इन्वेंट्री लेवल संभव नहीं है तो आप उसके साथ शो नहीं चला सकते इसका मतलब है कि आपको न्यूनतम इन्वेंट्री रखनी होगी हमने अतीत में चर्चा की थी कि केवल JIT के तहत भी सामग्री प्रबंधन की तकनीक में हम अपने साथ न्यूनतम इन्वेंट्री रखते हैं ताकि आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्था में किसी तरह की रुकावट के कारण यदि सामग्री की आपूर्ति प्रभावित हो जाए तो सामग्री जो भी हो स्टोर जो पहले इस्तेमाल किया जा सकता है तो नंबर 1 हमें इन्वेंट्री प्रबंधन को समग्र अर्थ में एकीकृत अर्थ में देखना चाहिए और हमें एक एकीकृत दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए देखो कि जब हम कच्चा माल खरीद रहे हैं तो आपूर्तिकर्ता के साथ उसकी स्थिति क्या है क्या यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है क्या यह किसी भी प्रकार की सीमाओं के बिना उपलब्ध है या यदि यह आपूर्ति में सीमित है आपूर्तिकर्ता पक्ष को देखें या दूसरी बात यह है कि यदि यह उपलब्ध है तो इसका मतलब है कि आपूर्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन कम से कम हम किन शर्तों और शर्तों पर इसे आपूर्तिकर्ताओं से खरीद रहे हैं क्या हम इसे नकदी पर खरीद रहे हैं क्या हम इसे क्रेडिट पर खरीद रहे हैं आपूर्तिकर्ता उस फर्म को कितना क्रेडिट अवधि देने के लिए तैयार है प्रक्रियाओं के भीतर कितना समय लगने वाला है इसे तैयार उत्पाद में परिवर्तित होने में कितना समय लगने वाला है और उत्पादन की जगह से उत्पादन की जगह तक पहुंचने में या उपभोग के स्थान तक जाने में कितना समय लगता है और उपभोक्ता कैसे खरीदने जा रहे हैं कंपनी के उत्पाद क्या वे इसे नकद पर खरीदने के लिए तैयार हैं या यह क्रेडिट पर है इसलिए पूरे परिचालन चक्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए अपने एकीकृत दृष्टिकोण को सबसे प्रभावी सबसे उपयुक्त सबसे अधिक राजस्व पैदा करना और लाभकारी कहना हमें हर चीज के बारे में पूर्वानुमान लगाना चाहिए हम आने वाले समय में बाजार में कितनी बिक्री करने जा रहे हैं जिसके लिए हम बजट बना रहे हैं जो हम योजना बना रहे हैं जिसका हम पूर्वानुमान लगा रहे हैं कच्चे माल को तैयार उत्पाद में परिवर्तित करने में कितना समय लगने वाला है और आपूर्तिकर्ता के स्थान से कच्चे माल को विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त करने में कितना समय लगना है ऑर्डर प्रोसेसिंग में कितना समय लगेगा उत्पादन योजना बहुत सावधानी से की जानी चाहिए मशीन का समय निर्धारण बहुत ही कुशल होना चाहिए और विक्रेता की सगाई भी बहुत अच्छी होनी चाहिए सामग्रियों के आपूर्तिकर्ताओं के साथ साथ बाजार से उपभोक्ताओं को तैयार उत्पाद के आपूर्तिकर्ताओं के संदर्भ में विक्रेता तो उस स्थिति में हमारे पास एक एकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए यदि हम इन्वेंट्री के संबंध में बहुत प्रभावी और मूल्य जोड़ने की रणनीति चाहते हैं इसलिए पहली शर्त यह है कि पूर्ण एकीकृत दृष्टिकोण के लिए जाएं क्योंकि हम नियमित रूप से आपूर्ति और यदि वांछित मात्रा में भी उत्पाद को बाजार में बेच पाएंगे अधिक हम चाहते हैं अधिक यह उपलब्ध है कम हम चाहते हैं कम यह उपलब्ध है हम बाजार में बिक्री की स्थिति के आधार पर विनिर्माण प्रक्रिया को भी समायोजित करने में सक्षम हैं और इसी तरह हम सामग्री की आपूर्ति में वृद्धि या कमी करते हुए आपूर्तिकर्ताओं से भी निपटने में सक्षम हैं तो यह एकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए यह पहली शर्त है दूसरी शर्त फर्म के कॉर्पोरेट रणनीति के लिए इन्वेंट्री कार्यों का एकीकरण है फर्म की कॉर्पोरेट रणनीति क्या है आम तौर पर देखें कि जब आप फर्म की कॉर्पोरेट रणनीति के बारे में बात करते हैं तो हम विपणन रणनीतियों के संदर्भ में उदाहरण के लिए कह सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हम कहते हैं कि मार्केट स्किमिंग स्ट्रैटेजी या बाजार में प्रवेश की रणनीति सही है बाजार की स्कीमिंग रणनीति में हम क्या करते हैं हम बाजार में उत्पादों की कम संख्या लेकिन उच्च कीमत पर गुणवत्ता वाले उत्पाद बेचते हैं और बाजार में उच्च मूल्य इकाइयों में इकाइयों की कम संख्या को बाजार में लोगों के वर्ग को बेच देते हैं या उन वर्गों को नहीं जिन्हें हम जनता तक पहुंचाते हैं हम उतनी ही आमदनी अर्जित करना चाहेंगे जितना हम कम कीमत पर आम जनता के उत्पाद बेचकर और बाजार में अधिकतम इकाइयों की कमाई से कर रहे हैं अंतिम उद्देश्य राजस्व और मुनाफे की एक दी गई राशि अर्जित करना है उदाहरण के लिए कंपनी का उद्देश्य यह है कि लाभ 1000 रुपये प्रति माह होना चाहिए अब जब प्रति माह 1000 रु आप बाज़ार में 5 इकाइयाँ 200 रु प्रति यूनिट बेचकर प्राप्त कर सकते हैं और तब आप इसका अर्थ यह बेच या प्राप्त कर सकते हैं जब आप इसे राजस्व या मुनाफा कहते हैं उदाहरण के लिए हम प्रति माह 1000 रुपये का राजस्व प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बाजार में प्रत्येक 200 रुपये की 5 इकाइयों को बेचकर या प्रत्येक 5 रुपये की 200 इकाइयों को बेचकर राजस्व प्राप्त कर सकते हैं यह पैठ के तहत रणनीति का विकल्प है कि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं और थोक में उत्पादन करना चाहते हैं स्कीमिंग नीति के तहत हम चयनात्मक बने रहना चाहेंगे हमारे उपभोक्ता भी सीमित हैं और हम जनता तक नहीं पहुंचना चाहते हैं उदाहरण के लिए आप इन ब्रांडेड उत्पादों के बारे में बात करते हैं जैसे हम नाइके के जूते के बारे में बात करते हैं या हम प्यूमा के जूते के बारे में बात करते हैं या आप एडिडास के उत्पादों के बारे में बात करते हैं अब फर्म की रणनीति क्या है ये बहुत अधिक कीमत वाले उत्पाद सही हैं उन्हें रखा गया है वे बाजार में अलग तरह से तैनात हैं नाइके के जूते हर किसी के लिए नहीं होते हैं प्यूमा जूते हर किसी के लिए नहीं हैं एडिडास के उत्पाद हर किसी के लिए नहीं हैं यहां तक कि विक्रेता को पता है कि उनके उत्पाद को कौन खरीदने जा रहा है यहां तक कि खरीदार को पता है कि मैं इन उत्पादों को खरीद सकता हूं या नहीं कंपनी का अंतिम उद्देश्य यह है कि इस प्रकार की रणनीति का पालन करते हुए बाजार की स्कीमिंग रणनीति को अंतिम रूप देते हुए वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे राजस्व को एक दी गई राशि है लाभ को राशि दी जानी है कि आप बाज़ार में कम संख्या में इकाइयाँ बेचकर और बाज़ार की स्कीमिंग नीति का पालन करके प्राप्त कर सकते हैं इसके आसपास अन्य मार्ग बाजार में प्रवेश नीति हो सकते हैं इसलिए हमें यह देखना होगा कि कॉरपोरेट रणनीति क्या है और तदनुसार इन्वेंट्री रणनीति बनाई जानी है व्यापार रणनीति की सफलता परिचालन रणनीति पर निर्भर करती है इसका मतलब है कि आप हासिल करने जा रहे हैं क्योंकि अगर आप जनता की सेवा करना चाहते हैं तो हमें कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए तभी हम उस तैयार उत्पाद में परिवर्तित कर पाएंगे और पूरे बाजार की सेवा कर सकेंगे अन्य तरीके से हम सीमित आपूर्ति सीमित इनपुट सीमित आउटपुट और बाजार में सीमित बिक्री कर सकते हैं वह भी हमारी पसंद है इन्वेंट्री प्रबंधन की तकनीकों के लिए ऑपरेशन रणनीति गाइड हम किस तरह की रणनीति बनाने जा रहे हैं स्किमिंग या पैठ यदि यह निश्चित रूप से एक पैठ है तो आपको थोक में अधिग्रहण करना होगा अगर यह स्किमिंग है तो कच्चे माल या शायद अर्द्ध तैयार उत्पादों को खरीदने के लिए चुनिंदा कहने से भी हम बाजार की सेवा कर सकते हैं ताकि हम कॉर्पोरेट लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें या हम कॉर्पोरेट रणनीति के अनुसार काम कर सकें स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ के अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति क्योंकि हमें बाजार में बने रहना है आज के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक और समग्र रूप से कहें तो कंपनी की ग्रोथ शानदार रही है और अंतत उचित इन्वेंट्री स्ट्रैटेजी को फॉलो करके काफी हद तक संभव है और इन्वेंट्री स्ट्रैटेजी को कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी के अनुसार होना है ताकि जब दोनों जाएं हाथ में फर्म के मूल्य अधिकतमकरण के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और सबसे अस्वाभाविक मौजूदा संपत्ति होने के नाते हमें इसे सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना होगा तो इसका मतलब है जब आप रणनीतियों के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास 3 रणनीतियां हैं लागत नेतृत्व की रणनीति फिर हमारे पास भेदभाव की रणनीति है फिर हमारे पास फोकस रणनीति है लागत रणनीति रणनीति इस रणनीति लागत नेतृत्व के तहत इसका मतलब है जब हम विशाल बाजार की सेवा करने जा रहे हैं जब हम अपने उत्पाद को जनता को बेचने जा रहे हैं तो उस स्थिति में हम एक चीज पर ध्यान देने जा रहे हैं जो लागत में कमी है और जब आप थोक में कच्चा माल प्राप्त करते हैं तो लागत में कमी संभव है लेकिन जब आप थोक में कच्चे माल का अधिग्रहण करते हैं तो आपको इन्वेंट्री में भारी निवेश करना पड़ता है निर्माण प्रक्रियाओं में भारी निवेश करना पड़ता है और तैयार उत्पादों को परिवर्तित करने और बाजार में ले जाने में भारी निवेश करना पड़ता है तो लागत नेतृत्व रणनीति के मामले में इन्वेंट्री रणनीति स्टॉक के लिए चिह्नित रहती है लगातार विनिर्माण और बाजार में गुजरता है और फिर गोदाम में भी रखता है ताकि कभी कभी अगर बाजार ऊपर जाता है या बाजार में मांग उठती है तो हमारे मौजूदा स्तर से परे हमारे पास पर्याप्त सूची है और हम सुनिश्चित हैं कि जब से हम बेच रहे हैं बाजार में सबसे कम संभव कीमत पर इसलिए हम जनता तक या अधिकतम या बाजार के सबसे बड़े हिस्से तक पहुंचने में सक्षम हैं तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री रणनीति अधिकतम प्राप्त करना अधिकतम निर्माण करना अधिकतम बेचना और अधिकतम राजस्व और अधिकतम लाभ प्राप्त करना है दूसरा भेदभाव की रणनीति है विभेदन रणनीति के तहत हम विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते हैं हम उत्पादों में अंतर करते हैं और हम कभी कभी कहते हैं कि जनता के लिए भी उत्पाद का निर्माण करें और हम विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के लिए उत्पाद का निर्माण करते हैं जिन्हें आप अनुकूलित उत्पाद कह सकते हैं यदि कोई भेदभाव की रणनीति है जिसे हम विभिन्न बाजारों में विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की सेवा के लिए बनाना चाहते हैं और कभी कभी जब ग्राहक विकल्पहीन चयनात्मक होता है तो हमें उसकी जरूरतों को भी पूरा करना होगा उस मामले में इन्वेंट्री रणनीति को स्टॉक या ऑर्डर करने के लिए इकट्ठा करना पड़ता है नंबर एक यह है कि आप निर्माण करते हैं उम्मीद करते हैं कि हम कुछ सेगमेंट में सेवारत होंगे जो बहुत ही चॉइस नहीं है बहुत सेलेक्टिव नहीं है इसलिए उनकी जरूरतों को उन उत्पादों से पूरा किया जा सकता है जो पहले से निर्मित हैं और तदनुसार कच्चे माल का अधिग्रहण उत्पाद का निर्माण और बाजार में बेचते हैं लेकिन साथ ही साथ हमारे कुछ ग्राहक ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ही चुनिंदा हैं जो बहुत ही चुस्त भी हैं इसलिए उनके मामले में हमें अपने साथ तैयार अर्द्ध तैयार उत्पादों को रखना होगा और फिर हमें उस उत्पाद को ऑर्डर पर इकट्ठा करना होगा कभी कभी साइकिल उद्योगों के मामले में उदाहरण के लिए कहें साइकिल में यदि आप साइकिल की दुकान पर जाते हैं तो कुछ मानक प्रकार की साइकिलें उपलब्ध हैं जो हर कोई आता है और उठाता है और खरीदता है और चला जाता है लेकिन कुछ विशेष प्रकार के चक्र हैं जो आदेशों के अनुसार इकट्ठे किए जा सकते हैं कुछ खिलौने हो सकते हैं जिनके बारे में आप बात करते हैं उन खिलौनों को लोगों के आदेश के अनुसार इकट्ठा किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि दोनों ग्राहक हैं यदि ग्राहक एक द्रव्यमान से संबंधित हैं तो आप पहली रणनीति का पालन करते हैं स्टॉक करते हैं और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं लेकिन अगर वह कस्टमाइज्ड है या उसे उदाहरण के तौर पर चयनात्मक चुस्त ग्राहक कहा जाता है तो हमें ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद को इकट्ठा करना होगा और इसके लिए हमारे पास अर्ध तैयार उत्पादों की पर्याप्त सूची होनी चाहिए और अंतिम रणनीति फोकस रणनीति है जिसका अर्थ है कि हम केवल चयनात्मक ग्राहकों बाजार में सीमित ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं और उस स्थिति में हम उच्च वर्ग के लोगों उच्च मध्यम वर्ग के लोगों या अधिकतम मध्यम वर्ग के लोगों पर केंद्रित हैं कोई निम्न मध्य आय समूह नहीं कोई निम्न आय वर्ग नहीं गरीबी रेखा से नीचे के लोग नहीं इसका मतलब यह है कि जब आप उच्च आय वर्ग के लोगों को उनकी जरूरतों को समझ रहे हैं तो उनकी भुगतान क्षमता को आप समझ रहे हैं तदनुसार आप उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं तदनुसार आप उत्पादों का मूल्य निर्धारण कर रहे हैं और बाजार में उत्पाद वितरित कर रहे हैं इसलिए इसे एक केंद्रित रणनीति कहा जाता है उसके लिए आप जानते हैं कि हमारे ग्राहक सीमित हैं इसलिए हमारी विनिर्माण प्रक्रिया को तदनुसार समायोजित करना होगा इसकी कीमत तय करनी होती है उत्पाद के हिसाब से कीमत तय करनी होती है और फिर हमें उन ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना होता है ताकि ग्राहक का मतलब हो इस सेगमेंट में ग्राहक कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है लेकिन वह उत्पाद में किसी भी तरह के दोष की अपेक्षा नहीं करता है इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा तो उस स्थिति में जब आप कच्चे माल को खरीदते हैं जो सबसे अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए जब आप कच्चे माल को संसाधित करते हैं जो सबसे अच्छा संभव तरीके से किया जाना चाहिए और जब आप बाजार में उत्पाद बेचते हैं जिसे बहुत सावधानी से किया जाना है और सावधानी से कीमत तय की जाती है तो हमें विभिन्न इन्वेंट्री रणनीतियों का उपयोग करना होगा जैसे कि स्टॉक या इकट्ठा करना ऑर्डर करने के लिए बड़े पैमाने पर इसे ऑर्डर करने के लिए इकट्ठा किया जाता है या ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर करने या इंजीनियर बनाने के लिए कभी कभी हमें विशेष प्रकार के ग्राहकों के लिए उत्पाद डिजाइन करना पड़ता है जो किसी भी कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन वे अपनी पसंद का उत्पाद चाहते हैं और उदाहरण के लिए कार उद्योग में कई मामलों में ऐसा होता है कि लोग अपनी कार चाहते हैं पसंद स्पोर्ट्स कार या एसयूवी स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन लोग खास तरह के उत्पाद रखना चाहते हैं साइकिल रेसिंग साइकिल या कुछ स्पोर्ट्स साइकल में आपको उन लोगों की आवश्यकता होती है जिन्हें कस्टमाइज़ किया गया है जो पूरी तरह से एक विशेष आवश्यकता है इसलिए उन्हें कीमत की चिंता नहीं है लेकिन वे अपनी पसंद का उत्पाद चाहते हैं उस स्थिति में कुछ समय के लिए आपको ऑर्डर करना होगा या कुछ समय के लिए आपको ऑर्डर करना होगा इसलिए तदनुसार हमें अपने साथ कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए इसलिए चूंकि यह बहुत ही उच्च श्रेणी का उत्पाद है इसलिए कच्चे माल की लागत भी बहुत अधिक होगी इसलिए निवेश को सीमित रखें ताकि यह तरल भी बना रहे और जैसा कि उत्पाद बाजार में जाता है हम इसके साथ पूरक करते रहें पुराने या नए उत्पादों के साथ और तदनुसार हमें इन्वेंट्री रणनीति बनानी होगी यहां मैं आपके साथ एक दिलचस्प कहानी साझा करना चाहूंगा कि कुछ समय मैं कहीं पढ़ रहा था कि जनरल मोटर्स के पास कारों का निर्माता अमेरिकी कंपनी की कारों का निर्माण सभी प्रकार की कारें हैं वे भारत में भी हैं लेकिन मुझे लगता है कि वे भारत से परिचालन बंद कर रहे हैं उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी तरह की कारों के बारे में सोचने या किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचने दें कि मेरी कार में इस तरह की संपत्ति होनी चाहिए उस तरह की संपत्ति यह सुविधा वह सुविधा सब कुछ उसे अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार सोचने दें और उस डिज़ाइन को हमें या शायद हमें आवश्यकताओं को दें डिजाइन नहीं लेकिन उनकी आवश्यकताएं हमारे लिए और 15 दिनों के भीतर हम उसे कार की चाबी सौंप देंगे तो इसका मतलब है कि कंपनी को एक अभिनव तरीके से सोचना होगा और इस तरह की कंपनियां केंद्रित रणनीतियों का पालन करती हैं कि वे जनता की नहीं बल्कि वर्गों की सेवा करने जा रही हैं इसलिए कच्चे माल का चुनाव कच्चे माल में निवेश कच्चे माल का तैयार उत्पाद में रूपांतरण और उस तैयार उत्पाद को नकदी में परिवर्तित करके बाजार में अपना उत्पाद बेचकर एक समन्वित तरीके से काम करना होगा तो आखिरकार सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है इसलिए हमें अल्पावधि फंड प्रबंधन या कार्यशील पूंजी प्रबंधन के कोण से इन्वेंट्री का प्रबंधन करते समय बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि इन्वेंट्री में किसी भी निवेश को नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है यदि यह उचित रूप से बनाया गया है यदि यह अनियोजित है या यदि यह बहुतायत में कहा जाता है तो किसी के लिए भी नकदी में या जितनी जल्दी संभव हो उसे नकदी में परिवर्तित करना बहुत मुश्किल होगा और हमने SAIL की कहानी को पहले ही देख लिया है कि अगर वे इन्वेंट्री में किए गए अपने निवेश की वसूली नहीं कर पा रहे हैं और इन्वेंट्री इतनी अच्छी तरह से काम करने लगी है तो एक सबसे बड़ी इस्पात निर्माण कंपनी है जो भारत में एक लाभकारी कंपनी बन गई है और घाटे में चल रही कंपनी बन गई है एक बीमार कंपनी तो हम देखते हैं हम आने वाले वर्गों में अन्य सूची में इस सूची प्रबंधन पर चर्चा जारी रखेंगे भविष्य में भी कक्षाओं में कहे जाने वाले साधनों में भी और हम कुछ तार्किक निष्कर्ष पर कहेंगे कि इन्वेंट्री को प्रबंधित करने के दौरान जहां तक कार्यशील पूंजी के प्रबंधन का सवाल है तो किन महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखना होगा फिलहाल मैं यहां रुकता हूं और हम बाकी चीजों पर चर्चा करेंगे जो हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे